तो अब तक हमने कृष्णिका विकिरण और इसके वर्णक्रमीय घनत्व के बारे में जो सीखा है वह यह है कि वर्णक्रमीय घनत्व विकिरण होने जा रहा है ताकि maxT एक स्थिरांक हो वास्तव में जो तथ्य है वह है कोई भी लाक्षणिक λ गुणा T एक स्थिरांक है और यह लाक्षणिक max घटित होने के लिए है और यह लगभग 2900 μmK के रूप में सामने आता है दूसरा वितरण सूत्र है जो कहता है कि u कुछ fT5 के रूप में या u fT3 के रूप में होने जा रहा है मैं इस फलन f को याद करता हूँ यह वह फलन नहीं है जैसा कि ऊपर T दिया गया है इस बिंदु तक सब कुछ यथार्थ रूप से उष्मागतिकी से व्युत्पन्न है चुनौती है fT ज्ञात करने की या समकक्ष λT पर तो वीन ने एक सरल विश्लेषण किया और उन्हें एक वितरण सूत्र मिला उन्होंने क्या कहा कि मैं इसे बिना किसी सबूत के बताऊंगा उन्होंने किसी नाम का इस्तेमाल किया कहें बोल्ट्जमैन विश्लेषण बोल्ट्जमैन ने क्या कहा और मैं इस पर फिर से वापस आऊंगा कि यदि यहाँ ऐसे निकाय हैं जिनमें ताप T पर ऊर्जा E है तो संभावना है कि एक निकाय जो कई कई ऊर्जा ले सकता है लेकिन ऊर्जा E है ऊर्जा Ee EkT हम इसका फिर से उपयोग करेंगे ताप T है और k को बोल्ट्ज़मान स्थिरांक के रूप में जाना जाता है ठीक है और यह R N के बराबर है जहां R गैस स्थिरांक है और N अवोगाद्रो संख्या है यह इसका मान है तो मुख्य बिंदु संभावना है कि एक निकाय में ऊर्जा E है यदि यह निश्चित ताप T e EkT के तहत कई कई मान ले सकता हैं तो एक गैस में अणुओं के लिए यदि वे स्वतंत्र रूप से घूम रहें है संभावना है कि एक अणु वेग v के साथ आगे बढ़ रहा है e 12mv2kT के समानुपाती होने जा रहा है तब वीन ने एक धारणा बनाई वीन का कहना है कि एक अणु द्वारा उत्सर्जित विकिरण आवृत्ति उसकी ऊर्जा के समानुपाती होती है यह एक स्वच्छे धारणा है सिर्फ परिणाम प्राप्त करने के लिए ठीक है तो संभावना है कि अणु आवृत्ति का विकिरण देता है जो e βνkT होने जा रही है यह सिर्फ एक तदर्थ धारणा है और इसलिए वे कहतें है कि u 3e βνkT या λ के पदों में यह u e βckT5 होने जा रहा है ठीक है ये दो सूत्र जहां में कुछ αc शामिल हो सकते हैं

फिर भी यह वह सूत्र है जो वीन ने प्रस्तावित किया था और आप देखते हैं कि यह उसी रूप का है जिसमें यहाँ T और यहाँ T है ठीक उसी रूप में जो उन्होंने प्रस्तावित किया है लेकिन यह व्युत्पत्ति तदर्थ है हालाँकि यहाँ दो स्थिरांक हैं सही तो आइए हम सिर्फ इस सूत्र पर ध्यान दें दो स्थिरांक α और β हम इन स्थिरांकों को कैसे निर्धारित करते हैं तो वीन का सूत्र यह है कि u 3e βνkT α और β स्थिरांक हैं हम इन्हे कैसे ज्ञात करते हैं मेरे पास पहले से ही दो स्थिरांक हैं मेरे पास है जो स्टीफन बोल्ट्ज़मान स्थिरांक है और मेरे पास maxT है जो विस्थापन स्थिरांक है इसलिए मैं ∫udν को समाकलन कर सकता हूँ जो ∫3e βνkTdν के बराबर है और मैं एक उत्तर प्राप्त करूँगा जो T4 के समानुपाती होगा और मैं dudλ0 भी ज्ञात कर सकता हूँ और यह मुझे बताता है कि अधिकतम कहाँ है और इन दो समीकरणों के माध्यम से मैं α और β निर्धारित कर सकता हूँ तो उन्होंने एक सूत्र दिया ठीक है और वह सूत्र बहुत अच्छा निकला यदि आप इसे प्रयोगात्मक रूप से देखतें है तो दो वक्र कुछ इस प्रकार हैं यह है यह वर्णक्रमीय घनत्व है और जब आप बड़े लैम्ब्डा में गए तो यह थोड़ा छोटा हो गया सिवाय इसके कि वीन वक्र ऊपर दाईं ओर शीर्ष पर फिट हो गया तो निष्कर्ष है कि वीन का वक्र νT के बहुत बड़े मानों के लिए जाने पर प्रयोगात्मक वक्र में सही बैठता है लेकिन वक्र को λ के बड़े मूल्यों के लिए कम महत्व दिया जाता है और यह तब होता है जब वक्र बहुत अच्छा होता है वीन बिल्कुल सही रास्ते पर थे सिवाय इसके कि वे कुछ भूल रहे थे उसी समय रेले और जीन्स द्वारा एक और सूत्र दिया गया जिसमें कहा गया कि u 83kTc3 था उन्हें यह सूत्र कैसे मिला मैं आपको कुछ ही मिनटों में बताऊंगा लेकिन आइए देखें कि दोनों वक्र कैसे दिखते हैं तो यह नीला वाला प्रायोगिक वक्र है रेले जीन्स ऊपर दाईं और है और जब आप बड़े λ तक पहुँचते हैं तो यह λ है इसे हम यह कहते हैं u जहाँ आपको मिला और फिर यह विचलन करना शुरू कर देता है मैं इसे बढ़ा चढ़ा कर के बता रहा हूँ लेकिन यह विचलित होने लगता है और रेले जीन्स फॉर्मूला यहाँ बाहर खूबसूरती से मेल खाता है और लेकिन फिर यह यहाँ बड़ा हो जाता है तो यह केवल यहाँ मेल खाता है और यह वीन का सूत्र है सही सूत्र कहीं बीच में है जो हर जगह मेल खाना चाहिए जब आप छोटे पर जाते हैं तो इसे वीन के सूत्र में जाना चाहिए और जब आप बड़े पर जाते हैं तो यह रेले जीन्स सूत्र की ओर होता है और यही वह जगह है जहां प्लैंक आये और वास्तव में क्वांटीकृत परिकल्पना इसका समाधान हल करती है और यही हम आगे करना चाहते हैं इसलिए यह समझने के लिए कि यह कैसे होता है आइए पहले हम यह लिखें कि हमारे द्वारा लगाए गए आक्षेप की सीमा क्या होगी हम यह मानने जा रहे हैं कि बहुत सारे विकिरक हैं जो अंदर बहुत सारे दोलक और विकिरक देते हैं ठीक है जो विकिरण देते हैं तो एक गुहा कृष्णिका विकिरण देने वाले दोलकों से बनी होती है ताकि यह सभी विकिरण गुहा को भर दे और हम जो दिखाने जा रहे हैं वह यह है कि u 82Ec3 जहां E एक दोलक की औसत ऊर्जा है तो यह मेरे लिए क्या करता है कि यदि हम E जानते हैं तो हम u की गणना कर सकते हैं ठीक है अब इसे कई अलग अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है मैं इसे नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें समय लगने वाला है और यह इस पाठ्यक्रम के दायरे से थोड़ा आगे है लेकिन यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको सामग्री भेज सकता हूँ और इसे मैं आपको बाद में अलग मंचों पर समझा सकता हूँ लेकिन इसे दो तरीकों से प्राप्त किया जाता है एक यह है कि प्रत्येक दोलक द्वारा विकिरणित ऊर्जा का पता लगाया जाए और इसे विकिरण से इसके द्वारा अवशोषित ऊर्जा के बराबर किया जाए आप ऐसा करते हैं और आपको ठीक यही सूत्र मिलता है दूसरा तरीका यह है कि गुहा के प्रति इकाई आयतन में विकिरण के विधाओं की संख्या की गणना करें और इसे E से गुणा करें दोनों तरीकों से यह आपको प्राप्त होने वाला सूत्र है अब रेले और जीन्स ने क्या किया उन्होंने क्या कहा था कि E चिरसम्मत समविभाजन प्रमेय द्वारा kT के बराबर होने जा रहा है और इससे उन्हें तुरंत पता चला कि u 82kTc3 होने जा रहा है जिसे 83c3 के रूप में लिखा जा सकता है और आप देखते हैं कि यह सूत्र 3f में सही बैठता है ठीक है दूसरी ओर वीन ने कहा कि u कुछ 3e βνkT के रूप में है यदि मैं इसे 83c3e βνkT के बराबर रखता हूँ तो यह मुझे बताता है कि Ee βνkT है और सत्य कहीं बीच में है और यहीं से क्वांटम परिकल्पना आती है और यही अगले व्याख्यान का विषय होगा